नमस्कार मैं आई आई टी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं पिछले 8 हफ्तों से हम प्रबंध सेवाओं और आज की दुनिया में समकालीन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं जहाँ सभी व्यवसाय सेवा तर्क द्वारा अधिक से अधिक संचालित होते हैं इस 8 वें सप्ताह के आखिरी व्याख्यान में मैं तीन चीजें करने का प्रयास करने जा रहा हूं सबसे पहले मैं आपके साथ सेवा के विषय पर एक प्रणाली के रूप में समग्र दृष्टिकोण के साथ चर्चा करने जा रहा हूं और मैं दो प्रकार की सेवाओं या दो प्रकार के सेवा व्यवसायों को देखने जा रहा हूं एक जो कि एक अच्छा व्यवसाय है इसका मतलब है कि एक व्यवसाय है जो पहले से ही सेवा में है और एक निश्चित बाजार स्थिति में है और मैं एक नए सेवा व्यवसाय के बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं और दोनों ही मामलों में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कोई व्यक्ति समग्र दृष्टिकोण कैसे ले सकता है सेवा व्यवसाय के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण अब यदि हम एक मौजूदा कंपनी एक कंपनी लेते हैं जो पहले से ही सेवा व्यवसाय में है और एक रणनीतिक लेखापरीक्षा ऑडिट कर रही है और मूल्यांकन कर रही है कि वे कहां हैं और वे कहां जा सकते हैं उनके लिए कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं और उन विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करें अलग अलग वर्गों में लोगों के संबंध में प्रक्रिया के संबंध में प्रौद्योगिकी के संबंध में स्थिति के संबंध में हमने इस मुद्दे पर बार बार चर्चा की है लेकिन आज हम इसे एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि आपको कुछ दिशा दी जाए कि इनमें से प्रत्येक विषय पाठ्य पुस्तक में अध्याय से कैसे संबंधित है जैसा कि आपको याद है यह आपकी पाठ्य पुस्तक है पियर्सन द्वारा प्रकाशित सेवा विपणन जो मेरे और मेरे दो सह लेखकों प्रोफेसर लवलॉक और प्रोफेसर वर्त्ज़ द्वारा लिखित हैं जिनका हम 7 वें संस्करण में उल्लेख कर रहे हैं जो वर्तमान में उपलब्ध है और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूँगा जिन्होंने कुछ सत्रों में भाग लिया है यदि सभी सत्र परीक्षा के लिए पंजीकृत नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप कुछ व्याख्यान पर वापस जा सकते हैं आपके पास वह विकल्प है और आप आज की चर्चा की मदद से पाठ्य पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि किस क्रम में पुस्तक के माध्यम से जाना है और परीक्षा को आसानी से पार करने के लिए आपको क्या प्राप्त होगा परीक्षा में अधिकतर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न लघु उत्तर की मांग करेंगे और मैं उन विभिन्न सबमिशन की गुणवत्ता से काफी आश्वस्त हूं जिनकी मैंने समीक्षा की है जो पहले से ही फोरम पर उपलब्ध हैं कि आप में से अधिकांश परीक्षा में काफी अच्छा करेंगे इसलिए शुभकामनाएँ और हम रणनीतिक सेवा दृष्टि के संदर्भ में समीक्षा करें ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्रों की विशेषताएं क्या हैं इसलिए आपको याद है कि हमने विभाजन लक्षित करने और स्थिति या रणनीतिक मूल्य प्रस्ताव बनाने पर बहुत चर्चा की थी जो इस स्थिति सेवा को देखने का एक बेहतर तरीका है अतः इन सेवाओं का जवाब देने के लिए एक निपुण सेवा के लिए कि संबोधित किए जाने वाले बाजार खंडों की क्या विशेषताएं हैं क्या जरूरतें उन बाजार विभाजन के लिए विशेष हैं आज उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जा रहा है और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है किस प्रकार बाजार के उन महत्वपूर्ण भागों की बेहतर सेवा की जा सकती है ये मौलिक प्रश्न आपको इसे और अधिक गहराई से प्राप्त करने के लिए अध्याय 1 और अध्याय 2 को पढ़ना चाहिए किताब में जिन कई उदाहरणों पर चर्चा की गई है उनमें से उन चर्चाओं को पूरा करने के लिए जिन्हें हमने पहले सप्ताह 1 और सप्ताह 3 में शुरू किया है सेवा की अवधारणा इसलिए हम इसे सेवा अवधारणा के साथ शुरू कर सकते थे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा इस विशेष पाठ्यक्रम में प्रचार करते रहे हैं जो ग्राहक के साथ शुरू होता है इसीलिए हमने वास्तव में ग्राहक सेगमेंट के बारे में बात की और किस तरह के रणनीतिक मूल्य प्रस्ताव के साथ काम किया और क्या बेहतर किया जा सकता है अगला प्रश्न जो उस से बाहर निकलेगा इसलिए सेवा की अवधारणा क्या है जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है तो सेवा की अवधारणा और विशेष रूप से पहुंच सुविधा ग्राहक प्रसन्नता स्पर्श बिंदुओं पर उत्कृष्टता स्पर्श बिंदुओं को समझने में विफलता बिंदु भी हो सकते हैं और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण वसूली बिंदु भी हो सकते हैं रिश्तों को विकसित करने के लिए विफलताओं को एक अवसर में कैसे बदला जा सकता है और यही कारण है क्यों सच के क्षणों के रूप में सेवा व्यवसाय के सामने वाले चेहरे के संपर्क में आने वाले ग्राहक के उन बिंदुओं और उस अवसरों के संपर्क में आते हैं अब इन सभी मुद्दों से संबंधित हैं सेवा के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं जो प्रदान किए जाने हैं जो परिणामों के संदर्भ में प्रदान किए जा रहे हैं क्योंकि यदि आपको याद है तो हमने यह कहकर शुरू किया था कि कोई भी उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है ग्राहक एक समस्या को हल करने के लिए एक समस्या को पूरा करने की तलाश में हैं इसलिए यह परिणामों के संदर्भ में यदि सेवा है तो सेवा तत्व देखे जाते हैं सेवा के उस सुखद अनुभव को याद रखें जिसे हमने सेवा की वास्तुकला को समझने के लिए बात की है कोर और पंखुड़ियों और हमने यह भी चर्चा की है कि ग्राहकों के लिए परिणाम जटिल रूप से कर्मचारियों के लिए चुनौतियों से जुड़े हैं हमने अग्रिम पंक्ति सेवा के कर्मचारियों की एक विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की जैसे कि भावनात्मक श्रम सेवा की सीमाहीनता या मांगों की बहुलता की तरह उन सभी को जो भूमिका और अभिनय जो प्रतिक्रिया में विकसित होती हैं तो अध्याय 2 3 और 4 भी इन सवालों से संबंधित होंगे पुस्तक में चर्चाओं के अलावा हमने सेवा तर्क पर यहां व्यापक चर्चा की आज सभी व्यवसायों के लिए यह प्रमुख अवधारणा है और फिर हमने अध्याय 2 3 और 4 से कतारों का उपयोग करने पर भी चर्चा की थी कि सुधार के लिए किन प्रयासों की जरूरत है जिसमें सेवा को डिजाइन वितरित और विपणन किया गया है इसलिए ये दो स्लाइड्स हमें अध्याय 1 से अध्याय 4 तक ले जाती हैं फिर हम सेवा संचालन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यह प्रक्रिया वितरण बातचीत में लोगों सेवा वातावरण और उन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है इसलिए हमने संक्षेप में चर्चा की थी और मैं इस सत्र के अंत में चर्चा करूंगा जबकि संचालन रणनीतियों पर चर्चा करते हुए मैंने नई सेवा विकास के बारे में चर्चा की लेकिन मैं आज फिर से इसके बारे में बात करूंगा इस समय यदि आप केवल अवलंबी सेवा व्यवसायों परिचालन सेवा व्यवसायों को देखते हैं तो इस खंड के तहत अध्याय 5 8 और 9 द्वारा कवर किया गया है हम संगठनों की क्षमता सेवा क्षमता और बाजार के बीच तालमेल को देख रहे हैं अवसर जिसमें से सेवा व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया है संचालन संरचना मानव संसाधन नियंत्रण के संबंध में निर्णय लिया गया है जाहिर है संचालन रणनीति में हमें तुलनात्मक संसाधन आवंटन का फैसला करना है और इस संबंध में हमने संसाधनों के आवंटन के लिए प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने के तरीकों की संख्या पर चर्चा की है हमने प्रतियोगिता की भूमिका पर भी चर्चा की थी हमने एक प्रतियोगी कार्रवाई और प्रतिक्रिया संचालित रणनीति पर चर्चा नहीं की हमने सेवा की गुणवत्ता लागत में लगातार कमी उत्पादकता और उन मुद्दों से प्रेरित होकर अधिक रणनीति बनाई थी इसलिए सेवा व्यवसायों को प्रबंधित करने का खेल सिद्धांतवादी दृष्टिकोण जहां हम प्रतिस्पर्धी कार्यों और रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखते हैं जो आपके सेवा व्यवसाय द्वारा दिए जा सकते हैं इस गेम थ्योरिटिक दृष्टिकोण पर गहराई से चर्चा नहीं की गई थी शायद भविष्य के उन्नत पाठ्यक्रम में हम इन और अन्य डेटा संचालित एनालिटिक्स संचालित सेवा व्यवसाय रणनीतियों को देखेंगे हमने लोगों की सहभागिता और प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में सेवा वितरण प्रणाली पर बहुत समय बिताया हमने न केवल लोगों की भूमिका और उस सहभागिता के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा की बल्कि प्रौद्योगिकी और कैसे लोग प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी एक निश्चित प्रकार की ट्राइका है जो पूरी तरह से सेवाएं नए नए प्रकार के सेवा सुधारों के साथ साथ नए सृजन कर रहे हैं हमने पिछले सत्र में उन कुछ उदाहरणों पर चर्चा की हमने मांग बनाम क्षमता के मुद्दों और सेवा व्यवसाय में इस बड़ी चुनौती के बारे में बहुत चर्चा की इसका मतलब है अनिश्चितता या अक्सर अप्रत्याशित मांग और उस परिवर्तनशीलता को पूरा करने के लिए सेवा क्षमता और संचालन रणनीति कि परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण उपज प्रबंधन पर हमारी चर्चा को याद रखें और मैं उस अध्याय 8 और 9 की समीक्षा करने की सिफारिश करूँगा कि सत्रों में हमने जो चर्चा की है और पूरक अंक क्या हैं इसलिए अध्याय 8 और 9 के साथ सत्र चर्चाओं को मिलाएं ताकि रिश्ते और सिफारिश जैसे इन मुद्दों की गहराई से समझ हो सके जो ग्राहक को सेवा प्रक्रिया के इनपुट अंत में आउटपुट की सीमा के साथ साथ सहयोग से उत्पन्न हो सकते हैं हमने सेवा डिजाइन पर एक विशिष्ट चर्चा की और ग्राहकों को मूल्य श्रृंखला की शुरुआत के साथ साथ मूल्य श्रृंखला के अंत में कैसे सह चयन किया जा सकता है और उन सह विकल्पों को वास्तव में कैसे पूरा किया जा सकता है इसलिए प्रोफेसर प्रहलाथन रामास्वामी द्वारा प्रस्तावित मॉडलों पर आधारित उस चर्चा को याद रखें हमने अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सेवा व्यवसाय में कम प्रवेश बाधा या कम स्विचिंग लागत के संबंध में समस्याओं के बारे में बहुत चर्चा की थी और इसलिए हमने ग्राहक के समय जीवन मूल्य और विभिन्न लागत स्तरों के ग्राहकों को समझने के बारे में बहुत चर्चा की थी ताकि हम विभिन्न सेवा स्तरों से मेल खा सकें इसलिए सेवा स्तर और ग्राहक मूल्य मिलान हमने सेवा की उन विशेषताओं की वजह से मानकीकरण सेवा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की है जैसे कि अमूर्तता और विषमता और इतने पर चर्चा लेकिन हमने प्रतिक्रिया रणनीति पर भी चर्चा की जहां हम मानक मॉड्यूल बनाते हैं इसलिए मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 और मानकों के इन मॉड्यूल को कैसे जोड़ा जा सकता है और विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशीलता का जवाब देने के लिए पुनर्संयोजित किया जा सकता है उन रणनीतियों में से एक जिनके बारे में हमने थोड़ा और विस्तार से चर्चा की है यह स्वयं सेवा या प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त सेवा वृद्धि है और हमने चर्चा की थी कि ये मॉड्यूल उपलब्ध हैं इन मॉड्यूलों के संयोजन को सेवा वितरण में व्यक्तिगत तत्व या कार्मिक तत्व को कम करने के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार के स्वचालन के माध्यम से किया जा सकता है लेकिन हमने हालांकि इस बात पर प्रकाश डाला था कि विभिन्न सेवाओं की संख्या है जहाँ स्वचालन काफी लाभदायक हो सकता है लेकिन कई अन्य प्रकार की सेवाएँ भी हैं जहाँ स्वचालन वास्तव में प्रतिकूल हो सकता है इसलिए अध्याय 10 और 11 इन प्रतिस्पर्धी रणनीतियों के लिए प्रासंगिक होगा जो समग्र लागत नेतृत्व के साथ साथ भेदभाव से संबंधित सेवा रणनीति से संबंधित हैं विशेषज्ञ संचालित सेवा रणनीति में मानक सेवा को अनुकूलित करने के विभिन्न तरीके स्पष्ट रूप से यादगार मूर्त अवसरों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमने मांग पर इस बड़े अनुकूलन के बारे में चर्चा की थी जो उस या इन सभी फास्ट फूड जोड़ों का एक अच्छा उदाहरण है कि उनके मानक ब्लॉक कैसे हैं और जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ या बर्गर या पिज्जा या जो अर्ध संसाधित स्तर पर लगभग अर्ध पर उपलब्ध हैं और उन्हें मिलाया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं जैसे टॉपिंग या सॉस या एक घटक के रूप में विभिन्न सेवा विकल्प बनाना हमने भेदभाव से प्रेरित रणनीतियों कर्मियों के प्रशिक्षण के महत्व और आत्मविश्वास पैदा करने या आत्मविश्वास को पेश करने दृढ़ता और निर्भरता की धारणा बनाने के बारे में चर्चा नहीं की इसलिए आश्वासन के आधार पर गुणवत्ता प्रक्षेपण विश्वसनीयता का प्रक्षेपण ब्रांड छवि सेवा ब्रांड की विशिष्टता को बनाता है इसलिए हमने फोकस रणनीति के बारे में भी चर्चा की कि अरविंद आई केयर या भौगोलिक आधारित फ़ोकस जैसे दिल्ली मेट्रो या मदर डेयरी या एक खरीदार समूह आधारित सेवा फ़ोकस जैसे सेवा के लिए फ़ोकस की गई खरीदार समूह या सेवा के आधार पर फ़ोकस रणनीति कैसे की जाती है जल वायु सेना के लिए आवासीय ब्लॉक और सेवाएं बनाना वायु सेना और नौसेना के लोगों हमने इस बारे में चर्चा की कि आईएचआईपी के बावजूद ग्राहक की प्राथमिकताएँ क्या होती हैं या इस प्रकृति सेवा से उत्पन्न होती हैं हमने चर्चा की थी कि ये कैसे सेवाओं के लिए ग्राहकों की प्राथमिकता मानदंड बनकर उभरती हैं इस संबंध में मैं बात करना चाहूंगा जब हम कीमत के बारे में बात करते हैं तो कृपया लोच मूल्य लोच मूल्य लोच की अवधारणा के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ें और परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण उपज प्रबंधन विषय जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और यह भी पुस्तक अध्याय 12 13 और 14 में उपलब्ध है इसलिए इनमें से हर एक उपलब्धता और सुविधा निर्भरता का महत्व जो कि स्पर्शनीयता के SERVQUAL पांच आयामों से भी संबंधित है मूर्तता टेंजिबल समानुभूति विश्वास विश्वसनीयता और प्रतिक्रिया स्तर इसलिए कीमत और गुणवत्ता को एक साथ देखा जाना चाहिए वास्तव में गुणवत्ता और प्रतिष्ठा काफी जुड़े हुए हैं और इसी तरह हमने यह भी चर्चा की थी इसलिए सेवा योग्यता या सेवा गुणवत्ता अध्याय 12 13 और 14 की चर्चा में मैं विशेष रूप से आपसे निष्ठा के चक्र को पढ़ने का भी अनुरोध करूंगा निष्ठा का यह विषय पहिया और वह दिलचस्प आरेख यह पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है और हमने इसे पुस्तक में अपने सत्र के दौरान भी दिखाया है यह पृष्ठ 354 से 362 तक है कई मायनों में यह विशेष आरेख इस कोर्स के प्रमुख संदेशों को प्रबंधन सेवाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर कब्जा कर लेता है जिस प्रकार की सेवाओं की जीत होगी आज की प्रस्तुति का निष्कर्ष यह होगा कि यह 1991 का एक दिलचस्प शोध है लेकिन लगभग 25 वर्षों के बाद भी आज भी बहुत मान्य है यह स्लोगन प्रबंधन की समीक्षा के पतन 1991 के अंक में प्रकाशित चेस और हायेस द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र है जहां उन्होंने इसे चार चरण में देखा था इसलिए आप सेवा व्यवसाय परिपक्वता मॉडल कह सकते हैं तो सबसे निचले स्तर पर और इसे 1 2 3 4 के रूप में देखा जाना चाहिए इसे 1 2 3 4 की आरोही यात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए इसलिए निम्नतम स्तर पर जहां सेवा व्यवसाय सेवा के लिए उपलब्ध है ग्राहक सेवा का संरक्षण करते हैं क्योंकि उनके पास छात्र हॉल में कैंटीन जैसा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह एकमात्र कैंटीन है यह आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है इसलिए उस सुविधा के कारण उच्च सुविधा कारक ग्राहक उस सेवा का संरक्षण कर सकते हैं क्योंकि उनकी सेवा महान नहीं है इसलिए यहां परिचालन को अक्सर काफी प्रतिक्रियाशील पाया जाता है और सेवा की गुणवत्ता लागत पर हावी होती है और सेवा की गुणवत्ता काफी परिवर्तनशील हो सकती है यहां कोई पूर्वानुमान नहीं है अगला स्तर वह है जिसे चेस और हाइज़ द्वारा ट्रैवल मैन के रूप में बुलाया जा रहा है जहां ग्राहक इस तरह के सेवा व्यवसायों के प्रति महत्वाकांक्षी हैं यहां ऑपरेशन औसत दर्जे का है बहुत प्रेरणादायक कुछ भी नहीं है वे कुछ ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और फिर एक या दो आयामों में अच्छा हो सकता है वास्तव में इस पाठ्यक्रम में हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह विशिष्ट योग्यता विकसित करने के लिए इस 3 और 4 के स्तर की यात्रा के लिए है जहां ग्राहक सेवा कंपनी की तलाश करेंगे क्योंकि कुछ निरंतर प्रतिष्ठा जो उन्होंने ग्राहकों की संतुष्टि का रिकॉर्ड बनाने के लिए उन TEARR तत्वों के माध्यम से बनाई है ग्राहक रेफरल प्राप्त कर रहे हैं और हमने यह भी चर्चा की थी कि अगले स्तर में यह वह स्तर है जो चेस और हायेस द्वारा बुलाई गई विश्व स्तरीय सेवा डिलीवरी है और हमने इसे ग्राहक वकालत स्तर कहा है इसलिए मैं कहूंगा कि यह संबंध स्तर है और यह ग्राहक का सिफारिश स्तर है इसलिए इन लेन देन के स्तरों से इस पाठ्यक्रम ने हमेशा इस स्तर तक बढ़ने के बारे में बात की है जहां संचालन लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करता है यह कर्मियों के प्रबंधन और प्रणाली द्वारा प्रबलित होता है जो एक गहन ग्राहक फोकस का समर्थन करता है और वहां से यह ऑपरेशन पर जाता है लगभग स्व शिक्षण और आत्म नवाचार है इसलिए सामने के छोर पर नवाचार के लिए जिस तरह की संरचना स्वतंत्रता प्रोत्साहन है वे उस स्पर्श बिंदु पर उच्च संतुष्टि के नए क्षणों का निर्माण करते हैं तो सत्य के क्षण बन जाते हैं वे उत्कृष्टता के क्षण बन जाते हैं इसलिए इस स्पष्ट रूप से हम अपने उपभोग के बाद की धारणा को ग्राहक की अपेक्षा से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह वह जगह है जहां हम ग्राहक को खुश करते हैं और लगातार सुधार करते हैं उसी तरह हम ये सभी सामने की दृष्टि से संबंधित हैं या आप कह सकते हैं कि ग्राहक का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसी तरह जैसा कि हमने प्रति उत्कृष्टता में सेवा व्यवसाय पर चर्चा की है कि सेवा मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है सहज संयोजकता और सामने के स्तर पर उत्कृष्टता के समान स्तर को पीछे के स्तर पर उत्कृष्टता के उसी स्तर द्वारा जोड़ा जाना चाहिए इसलिए बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस के रूप में मूल्यवान हो जाता है यह एक अभिन्न भूमिका निभाता है अक्सर ऑपरेशन वास्तव में सामने के स्तर पर उत्कृष्टता को चलाते हैं तो इसीलिए यदि आपको याद है कि हमने चर्चा की थी कि सेवा व्यवसाय में अक्सर परिचालन उत्कृष्टता सबसे अच्छा विपणन है तो क्या यह कुशल संसाधन के लिए जाने वाले नकारात्मक अवरोध के लिए कार्यबल है वे अभिनव सृजन मूलस्रोत बन जाते हैं इन तीसरे और चौथे स्तर में नई तकनीक की शुरूआत में आप प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के बजाय एक सक्रिय दृष्टिकोण देखते हैं इसलिए प्रौद्योगिकी इन संगठनों के प्रतिस्पर्धी दबाव पर जोर नहीं दे रही है लेकिन वे प्रतियोगिता की प्रौद्योगिकी सहायता को अपनाकर नए सेवा स्तर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छे बैंकों में आप देखते हैं कि अच्छे भोजन और पेय पदार्थों के आउटलेट में आप अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और इतने पर देखते हैं इसलिए फ्रंट टच पॉइंट से सही शीर्ष प्रबंधन स्तर तक हम देखते हैं इसलिए यह यात्रा विश्व स्तरीय सेवा के लिए उपलब्ध होने से ग्राहक सिफारिश के स्तर के प्रति वफादारी और संबंध निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ रही है अब मुझे आपके साथ चर्चा करने के लिए 5 अतिरिक्त मिनट लग सकता हैं हमने आपके साथ इन बिंदुओं पर अलग से चर्चा की है लेकिन मैं एक नया उत्कृष्ट सेवा व्यवसाय बनाने के लिए जल्दी से पाँच कदम की प्रक्रिया से गुजरूंगा तो पहले शुरू करें कि आप किस समस्यादर्द को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राहक समस्यादर्द क्या है जिसे आप संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या समस्या है जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्राहक के साथ शुरू करें ग्राहक की आवाज ग्राहक पर अध्ययन ग्राहक के लिए समानुभूति इसलिए एक समानुभूति का नक्शा बनाएं और इसलिए एक सेवा बनाने के बजाय और फिर ग्राहक को देखते हुए ग्राहक के नजरिए से देखें इसलिए ग्राहकों के नजरिए से देखें क्या जरूरत है किस तरह की सेवा की जरूरत है तो इस अंत मानचित्र को ग्राहक की सहानुभूति के साथ शुरू करें और जो संकल्प आप प्रदान कर सकते हैं और इस डिजाइन प्रश्न को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इस नई सेवा को डिजाइन करते हुए आप उस प्रभाव की कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्तर पर आपके पास कुछ समाधान हो सकते हैं लेकिन समाधान और संबंधित संदर्भ लिखने का प्रयास करें तो समाधान स्थान जहां 1 2 3 विकल्प हो सकते हैं और संदर्भ स्थान के साथ मेल खाते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने मूल प्रश्न को फिर से देखना पड़ सकता है इस अभ्यास से जो ग्राहक के लिए समानुभूति के साथ शुरू हो रहा है और ग्राहकों की समस्या के लिए समानुभूति जांच संभव समाधान प्रत्येक संभव समाधान के लिए संदर्भ की कल्पना कर रहा है तो वास्तव में क्या होगा इसके आधार पर सबसे अधिक तीन अंतर्दृष्टि का चयन करें तो हम पहले यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक की समस्या क्या है ग्राहक दर्द क्या है और फिर यहां हम पूछते हैं कि क्या है इन से क्या अगर हम विकसित कर सकते हैं तो समाधान के तीन विषय हो सकते हैं सेवा व्यवसाय डिजाइन के तीन विषय सेवा मूल्य प्रस्ताव के तीन विषय जिन्हें हम अधिकतम तीन वाक्यों में वर्णित कर सकते हैं और फिर हम इसे पहले ग्राहक के व्यक्तित्व का निर्माण करके एक साथ रख सकते हैं हम लक्ष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस स्तर पर ग्राहकों के बारे में मत सोचो कि प्रतिशत संख्या के रूप में आयु समूह संख्या के संदर्भ में नहीं है एक चेहरा दें एक स्केच बनाएं उस ग्राहक का एक स्केच खींचें समझें कि इस युवा किशोरी लड़की की क्या आवश्यकता है और व्यक्ति का कुछ वर्णन करें सेवा के लिए हताशा और अपनी प्रेरणा को समझें यह कई डिज़ाइन गुरुओं द्वारा सुझाया गया एक दिलचस्प तरीका है यह सोच के आवेदन का डिज़ाइन तरीका है आइए हम सिर्फ एक छोटा सा ब्लर्ब लिखते हैं आप 5 शब्दों में से एक या दो वाक्य 3 जानते हैं जो इस ग्राहक व्यक्तित्व के लिए विशिष्ट होगा कि आप इसे विकसित करने की कोशिश कर रहा है यह वास्तव में आपके लक्षित ग्राहक को एक संपूर्ण दृष्टिकोण दे रहा है इसलिए आपने नए सेवा व्यवसाय के तीन वैकल्पिक विषय बनाए हैं आपने अपने लक्षित ग्राहक को एक आकार और व्यक्तित्व दिया है अब आप कह सकते हैं यह ग्राहक है और इस ग्राहक के लिए मेरे पास मूल्य प्रस्ताव का यह गुच्छा है और फिर निश्चित रूप से आप कुछ और साक्षात्कार कर सकते हैं और फिर एक कहानी बोर्ड विकसित करें कि आज क्या है और क्या यदि नए सेवा प्रस्ताव या नए सेवा डिजाइन में परिणाम है इसलिए यह सेवा व्यवसाय प्रबंधन में थोड़ा सा 5 मिनट का जोड़ है और शायद डिजाइन सोच का यह संपूर्ण दृष्टिकोण और यह नए उत्पादों नई सेवा नए व्यवसाय विकास नए उद्यम निर्माण के लिए एक और कोर्स है जहां हम फिर मिलेंगे मुझे आशा है कि आपने इस पाठ्यक्रम का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मुझे आनंद मिला है और आशा है कि आप में से कई परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं और सौभाग्य का आनंद लेंगे